प्रोफेसर नमस्कार डिज़ाइन थिंकिंग के अगले चरण में आपका स्वागत है यह सॉल्यूशन स्टेज का डेमो वर्ज़न है सॉल्व चरण एक बहुत ही दिलचस्प चरण है क्योंकि यह वह जगह है जहाँ आप अपनी रचनात्मकता को उजागर करते हैं इसे कभी कभी सोच का अभिन्न अंग कहा जाता है डाइवर्जेंट तब होता है जब आप उस समस्या के लिए जिसका आप अब तक विश्लेषण कर रहे हैं बहुत सारे समाधान उत्पन्न करने में अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल कर अपने को समर्पित करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग में दो चरण हैं एक अभिसारी चरण है जहां हम एक समस्या में गहराई से जाकर देखते हैं कि समस्या क्या है और आपके उपयोगकर्ता की जरूरत क्या है और अगले चरण में हम डाइवर्जेंट थिंकिंग से बहुत सारे विचार उत्पन्न करते हैं और देखते है की कौन सा विचार हमारी समस्या को हल करने मे हमारी मदद करेगा हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई समाधान उत्पन्न करते हैं तो आपको उस पर निर्णय नहीं करना है आपको हमेशा यह देखना होगा कि क्या यह समाधान समस्या का हल कर सकता है चाहे वह आप दर्शकों के साथ बातचीत के माध्यम से पता करे या अपने सहयोगियों से पूछे की क्या यह समाधान उनके लिए काम कर रहा है या नहीं आप उनसे जानने की कोशिश करे की क्या इससे संघर्ष को हल करने मे मदद मिलेगी क्या यह संघर्ष के दोनों पक्षों को संबोधित कर रहा है यह इस चरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है तो यही है सॉल्व स्टेज हमेशा की तरह हमारी टीम यहां है हम आपके लिए लाइव मंथन करने जा रहे हैं और हमारे पास हमेशा की तरह हमारे sticky नोट हमारे पास हैं दो sticky नोट जिन्हें आप देख सकते हैं उन समस्याओं की स्थिति को दर्शा रहे हैं जिन्हें हम आज हल करने जा रहे हैं मैं बाकी शो अपनी टीम के हवाले करता हूँ ओवर टू यू गाइस सिद्धार्थ मटूरी धन्यवाद सर हमने पिछले वीडियो में उस संघर्ष या समस्या के बारे में वांछित परिणाम देखे थे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जोकि है नोट्स की संख्या तो जो दो वांछित परिणाम पैरामीटर के तौर पर हम देख रहे हैं वह हैं विषय की तैयारी मे समय का कम लगना और विषय की बेहतर समझ तो हम कैसे इस समाधान को लागू कर सकते हैं ताकि इस वांछित परिणाम को पा सके इसी पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उस हिस्से से शुरुआत करेंगे जहां छात्रों को नोट्स तैयार करने मे कम समय लगे जो की सभी छात्रों के लिए आवश्यक भी है तो यह कैसे किया जा सकता है निथिन कुरियन जाहिर है कि अगर तैयारी में कम समय देना है तो इसका मतलब है कि जिन नोट्स को साझा करने की आवश्यकता है उनकी संख्या भी कम होनी चाहिए तो कौन व्यक्ति सही होगा जिससे आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मुझे लगता है कि हमें इसी दिशाओं में सोचना चाहिए आपको अपने सभी साथियों से नोट्स प्राप्त करने के बजाय एक या दो लोगों से कुछ नोट्स प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो की आपको वांछित परिणाम देगा सही कहा ना तो मेरे हिसाब से एक तो शिक्षक होगा सिद्धार्थ मटूरी बिल्कुल ठीक कहा आपने आपके शिक्षक ही उस जानकारी के सबसे वास्तविक स्रोत होंगे तो अगर शिक्षक नोट्स साझा करते है तो आमतौर पर सभी को नोट्स लेने में कम समय लगेगा जबकि उस शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होगा और यह दोनों बातें एक साथ हो रही होंगी तो सर मैं यहाँ शिक्षक तो नोट कर लूँ प्रोफेसर हाँ तो प्रति नोट एक विचार आप इसे लिख सकते हैं सिद्धार्थ मटूरी तो यहाँ शिक्षक छात्रों से नोट्स साझा कर रहा है तो किस तरह का माध्यम उपयोग कर शिक्षक आमतौर पर इन नोट्स को छात्रों के साथ साझा करते हैं नितिन कुरियन आम तौर पर शिक्षक अपने नोट्स तैयार करके कक्षा में एक विशेष छात्र को नोट्स देते है वह छात्र शायद कक्षा का प्रीफेक्ट हो सकता है फिर वह छात्र नोट्स की फोटो कॉपी करा कर सभी छात्रों के साथ साझा करता है मेरे हिसाब से यह काफी बोझिल प्रक्रिया होगी सिद्धार्थ मटूरी सही मे निश्चित रूप से नितिन कुरियन तो हम इस तरह की समस्या को हल करने या इस समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बारे में क्या कर सकते हैं सिद्धार्थ मटूरी अगर हम समाधान में प्रौद्योगिकी को शामिल करने की बात कर रहे हैं तो हमें साथ मे यह भी समझना होगा कि किस तरह के बुनियादी ढांचे का होना आवश्यक है ताकि हम इस तरह के समाधान को शामिल कर सके नितिन कुरियन इसके लिए हमें स्कूलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा एक जहां बुनियादी ढाँचा नोट्स को साझा करने के लिए किसी तरह की तकनीक की अनुमति देता है सिद्धार्थ मटूरी यानि स्कूल विद इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब हमे ऐसी स्थिति पर विचार करना होगा जहां स्कूल में प्रौद्योगिकी के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं को साझा किया जा रहा हो मेरे ख्याल से हम एक ऑनलाइन रिपॉजिटरी का उपयोग कर सकते हैं जहां हमारी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली या सामग्री प्रबंधन प्रणाली इसमें समायोजित हो जहां शिक्षक अपने नोट्स तैयार कर के अपलोड कर सकता हो नितिन कुरियन शिक्षण सामग्री सिद्धार्थ मटूरी हाँ शिक्षण सामग्री जो की ऑनलाइन रिपॉजिटरी पर उपलब्ध हो जहाँ छात्र कक्षा प्रतिनिधि के द्वारा उपलब्ध कराने के बजाय सभी छात्र सीधे उस रिपॉजिटरी का इस्तेमाल कर सकते हो इससे हर छात्र के लिए परेशानी भी कम हो जाएगी और वह अपने लिए सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे इस रिपॉजिटरी तक छात्रों और शिक्षकों दोनों पहुँच होगी नितिन कुरियन बिलकुल ठीक कहा आपने दोनों की पहुँच होगी सिद्धार्थ मटूरी तो जिस स्कूल मे बुनियादी ढाँचा मौजूद है उन स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के लिए एक कॉमन रिपॉजिटरी होगी नितिन कुरियन हाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जहां मौजूद है वहीं सिद्धार्थ मटूरी फिर बिना बुनियादी ढांचे के स्कूल के लिए तो यह वही स्थिति होगी जिसका आपने पहले भी उल्लेख किया है नितिन कुरियन हाँ ऐसी जगह छात्रों को वास्तविक रूप से नोट्स साझा करने की ज़रूरत पड़ेगी सिद्धार्थ मटूरी तो फिर नोट्स साझा करने की दिशा एक शिक्षक से कक्षा प्रतिनिधि को फिर कक्षा प्रतिनिधि यानि CR से बाकी कक्षा के छात्रों को होगी प्रोफेसर सीआर कक्षा प्रतिनिधि है जिससे शिक्षक सबसे पहले नोट्स साझा करता है ठीक कहा ना सिद्धार्थ मटूरी तो यह तैयारी के लिए कम समय लेने के संदर्भ में है तो ये कुछ व्यवहार्य समाधान हैं जिन्हें हम सोच सकते हैं हमारे वांछित परिणाम का दूसरा हिस्सा विषय की बेहतर समझ है तो कल्पना कीजिए कि छात्रों के पास अपने खुद के नोट्स हैं और शिक्षक भी उनसे नोट्स साझा कर रहे हैं तो विषय की बेहतर समझ के लिए उनके पास एक आदर्श स्थिति क्या हो सकती है नितिन कुरियन विषय की बेहतर समझ तब आनी चाहिए जब वे सीख रहे हों और ऐसा तभी होगा जब छात्र जो कुछ भी कक्षा में सीख रहे हो वह शिक्षकों द्वारा साझा किए जा रहे नोट्स के साथ समकालिक यानि synchronized हो सिद्धार्थ मटूरी सीखना एक निरंतर क्रिया जो अभ्यास से जुड़ी हुई है जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं उतना ही आप सीख पाते हैं नितिन कुरियन यानि बेहतर समझ सिद्धार्थ मटूरी तो मुझे लगता है कि कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है और जो नोट्स शिक्षक ने सीआर के द्वारा छात्रों से साझा किए हैं वे मूल रूप से होने चाहिए नितिन कुरियन मैच यानि मिलान होने चाहिए हां सिद्धार्थ मटूरी तो मुझे लगता है कि यही पहला कदम होना चाहिए जहां सभी छात्र जो अपने नोट्स साझा करने के इच्छुक हैं उन्हें विषय की समान समझ होनी चाहिए निथिन कुरियन हाँ विषय की कम से कम समान समझ अन्यथा यह छात्रों मे बेहतर समझ के बजाय उनमे भ्रम अधिक पैदा करेगा सिद्धार्थ मटूरी यानि साथियों के बीच विषय की समान समझ होनी चाहिए निथिन कुरियन तो इसे कैसे मान्य किया जा सकता है यानि विषय की समान समझ कैसे हासिल ही जा सकती है जहां एक समान नोट्स तैयार किए जाए जिनको सभी छात्र उल्लेख कर सकें और विषय की कक्षा मे समझाई गयी बातों को शामिल कर अपनी समझ को पूर्ण कर सकें सिद्धार्थ मतुरी एकदम सही कहा आपने इसका सबसे अच्छा विकल्प छात्र के पास यह है की वह शिक्षक के पास जाकर नोट्स ले नितिन कुरियन शिक्षक के पास जाकर नोट्स ले सही है सिद्धार्थ मटूरी ताकि यह निश्चित हो कि वह जो कक्षा मे सिखा रहा है वह पहले से ही स्टडी मटिरियल मे हो नितिन कुरियन सही है तो क्या होगा अगर हम शिक्षक के नोट्स को शामिल करने में सक्षम हैं और फिर कक्षा के छात्रों मे समान समझ भी हासिल हो पा रही और इसका संकलन एक सामान्य रिपॉजिटरी में हो रहा हो जहां सभी नोट्स का एक अंतिम संपादन योग्य संस्करण के तौर पर प्रत्येक छात्र को सीखने के लिए मौजूद हो प्रोफेसर मैं अपने अनुभव से इसमे कुछ जोड़ना चाहूँगा वह यह है कि इन पुस्तकों को जहां छात्रों या किसी व्यक्ति ने इसे एनोटेट किया है जैसे कि कभी कभी हम इसे अपनी स्वयं की उपयोग की गई पाठ्यपुस्तक मे देखते हैं लोग वास्तव में इसे हाइलाइट करते हैं और अपने स्वयं के नोट्स लिखते हैं मुझे लगता है कि यह कोरी पाठ्यपुस्तक की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी होगा रिपॉजिटरी में एनोटेशन करना मेरे अनुमान से काफी आसान होना चाहिए सिद्धार्थ मथुरी और क्या हम इसमे उल्लेख कर सकते हैं कि फलां फलां पैराग्राफ फलां फलां लाइन का ज़िक्र प्रोफेसर हाँ बिलकुल कर सकते हैं यह एक लाजवाब विचार है सिद्धार्थ मटूरी किताबों के बीच में एनोटेशन प्रोफेसर हाँ तो वह भी संपादन योग्य होने की बात ही कह रहे हैं नितिन कुरियन तो मूल रूप से आपके पास एक प्रारंभिक सामग्री होगी जिसे इस रिपॉजिटरी में अपलोड किया जाएगा जिसे कक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों द्वारा संपादित किया जा सकेगा तो यह एक परिष्कृत नोट परिष्कृत सामग्री बनने तक पुनरावृत्त होता रहेगा और यह हमेशा इस बात के अनुरूप होगा कि शिक्षक ने कक्षा में क्या पढ़ाया है क्योंकि जो छात्र उसकी कक्षा में शामिल हुए हैं वे मूल रूप से वे लोग हैं जो इस सामग्री का उपयोग करते हैं और इसे संपादित करते हैं श्याम पॉल एम तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई समस्या होगी अगर हर छात्र की रिपॉजिटरी तक पहुंच होगी और वे इसे परिवर्तन कर सकेंगे नितिन कुरियन हां इस दिक्कत को दूर करने के लिए किसी तरह का प्रशासक होना चाहिए जिसको सुपर एक्सेस होना चाहिए श्याम पॉल एम जो यह ढूँढें नितिन कुरियन हाँ जिसको एक्सेस हो और जो समय समय पर सामग्री को जांच कर यह सुनिश्चित करे कि कोई अनावश्यक या ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं हो सिद्धार्थ मटूरी तो प्रशासक के पास एक कंटेंट रिव्यू टीम होनी चाहिए जो सत्यापन करती रहे श्याम पॉल एम हर चीज का सत्यापन सिद्धार्थ मतुरी हाँ हर अपलोड करी जाने वाली सामग्री का प्रोफेसर इसके अलावा मुझे लगता है कि यह इस तथ्य को भी संबोधित कर रहा है जहां कभी कभी जब स्कूल के शिक्षक सामान्य रूप से अपने नोट्स लिखते हैं तो वे इसे अपने दृष्टिकोण और अपनी सोच समझ के हिसाब से लिखते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि पहले स्तर पर सीखने को क्या दिक्कत हो सकती है शिक्षक कुछ स्तर तक नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन वे वास्तव में बीगिन्नेर की सोच तक नहीं पहुंच पाते हैं तो इसलिए वास्तव में छात्रों का शामिल होना और इसे समृद्ध बनाना वास्तव में अन्य छात्रों को शिक्षक के नोट्स के साथ गति मिलाने में मदद करेगा तो इसलिए मुझे यह दिशा पसंद है जिस तरफ आप जा रहे हैं सिद्धार्थ मटूरी परफेक्ट सर हमारी भी यही सोच है तो जैसा की अभी सर ने कहा एडमिन एक कंटेंट रिव्यू टीम शामिल करेगा जहां वे सभी कंटेंट की समीक्षा करेंगे और जब स्टूडेंट्स कॉन्टेंट को एडिट करेंगे तो भी सभी कॉन्टेंट का रिव्यू करेंगे अंत में एक परिष्कृत सामग्री प्राप्त होगी जो शिक्षक ने कक्षा में सिखाया है यह सब भी सीधे उसी रिपॉजिटरी से जुड़ा हुआ होगा जिसका हम उपयोग कर रहे हैं निथिन कुरियन तो मुझे लगता है कि अब हमें शायद वापस जाना चाहिए और फिर से देखना चाहिए कि हमारे मापदंड पूरे हो रहे है या नहीं प्रोफेसर हाँ हमे यह जांचते रहने की ज़रूरत है कि क्या यह सभी वांछित परिणाम के साथ पूर्ण हो रहा है क्या यह छात्रों का तैयारी के लिए समय कम कर रहा है और साथ ही साथ क्या यह विषय की बेहतर समझ पैदा कर रहा है और जैसा की मुझे याद है हमे यह भी देखना होगा की हितों के टकराव में जो चर यानि वेरियबल था यानि साझा किए जा रहे नोट्स की कम संख्या जिससे तैयारी मे समय कम लगेगा वो हासिल हो रहा है की नहीं नोट्स की कम संख्या यह सुनिश्चित करेगी की व्यक्ति को तैयारी मे समय कम लगे इसके विपरीत की व्यक्ति खुद को बहुत सारे नोट्स पढ़ने में समर्पित करे मुझे लगता है कि यह सही दिशा में जा रहा है तो आमतौर पर यही चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है सिद्धार्थ मतुरी जी सर प्रोफेसर ठीक है सिद्धार्थ मटूरी तो हम अभी ऐसी आदर्श स्थिति में हैं जहाँ एक ऐसी सामग्री होगी जिसे शिक्षक ने अपलोड किया है सभी छात्रों की उस सामग्री तक पहुँच होगी जो कोई भी छात्र उस सामग्री मे कुछ जोड़ना संपादित करना संशोधन करना चाहता है वह कर सकता है यह वही एक सामग्री है जिसे बार बार संशोधित किया जा रहा है नितिन कुरियन हाँ बार बार संशोधित किया जा सकेगा छात्रों को केवल एक ही सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी एक ही शिक्षण सामग्री के होने से मुझे लगता है कि उसकी समझ में भी सुधार आएगा क्योंकि यहाँ ये सामग्री शिक्षक के द्वारा उपलब्ध कराई गयी है और छात्र उस सामग्री पर ही संसोधन कर रहे हैं सिद्धार्थ मटूरी अपनी बात जोड़ना निथिन कुरियन उस सामग्री को देखने का अपना नज़रिया उस शिक्षण सामग्री मे जोड़ना सिद्धार्थ मटूरी क्या अब हम समाधान कथन पा गए हैं प्रोफेसर हाँ ज़रूर बस इन सब बातों को जोड़ कर देखें कि क्या आप इस तरह के समाधान के लिए अग्रणी हैं सिद्धार्थ मटूरी तो इस मामले में हम एक ऐसी स्थिति पर विचार कर सकते हैं जहां स्कूल के पास इंट्रानेट के माध्यम से इस सामग्री को साझा करने के लिए एक बुनियादी ढाँचा है फिर जहां शिक्षक उसके द्वारा तैयार किए गए नोट्स को इंटरनेट रिपॉजिटरी में अपलोड कर सकता है और जहां कक्षा के बाद छात्र घर जा कर रिपॉजिटरी को इस्तेमाल कर सामग्री मे अपना नज़रिया जोड़ सकेंगे संपादित कर सकेंगे ड्रा कर सकेंगे उस रिपॉजिटरी से सामग्री डाउनलोड कर सकेंगे मुझे लगता है कि हम सभी एक दिशा मे हैं नितिन कुरियन और शिक्षण सामग्री को जोड़ने के लिए आपके पास एक प्रशासनिक टीम होगी प्रोफेसर हाँ बिल्कुल नितिन कुरियन जो इस रिपॉजिटरी पर लगातार निगरानी रखेंगे प्रोफेसर मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डालना चाहता लेकिन मुझे लगता है कि यह एक WiKi की तरह है नितिन कुरियन यह नोट्स के लिए Wikipedia की तरह होगा प्रोफेसर नोट्स के लिए Wikipedia नितिन कुरियन हाँ सीखने के लिए विकिपीडिया प्रोफेसर विशेष विषय के नोट्स के लिए अलग Wikipedia इसे लिंक करने योग्य बनाया जा सकता है और भी अच्छी चीजें हो सकती हैं और इसे सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थापक की आवश्यकता है समीक्षा टीम की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करती है कि लोग वहाँ से सामग्री को हटा नहीं रहे हैं या कोई ऐसी सामग्री इसमे जोड़ नहीं रहे हैं जो वहाँ नहीं होनी चाहिए मुझे यह अच्छी दिशा मे जाता दिख रहा है तो कोई अन्य विचार जो आप सोच सकते हैं यह एक अवधारणा है जैसा दिखता है या आप भी कर सकते हैं इसके दो तरीके हो सकते हैं क्षमा करें क्या आप कुछ कह रहे थे नहीं प्रोफेसर तो जैसा की मैं कह रहा था इसके दो तरीके हैं जिन्हे हम अपना सकते हैं एक है विचार पर निर्माण करना और देखना कि क्या आप अपने स्वयं के अनुभव को यहाँ लागू कर सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि आप पहले से ही कल्पना कर लें कि आपके सामने कुछ समस्याएं आ सकती हैं जिनका आप सामना कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि क्या यह सब ठीक है मुझे इनकी वह बात पसंद आई जहां इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लोग किसी तरह की भी सामग्री यहाँ लिखे जो यहाँ से जुड़ी न हो तो क्या आप इस समाधान को और समृद्ध बनाने के लिए सोच सकते हैं इस बारे मे सोचना मैं आप लोग पर ही छोड़ देता हूँ सिद्धार्थ मटूरी एक तो यह की कोई भी स्कूल के अंदर एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को शामिल करना जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर इस तरह की प्रणाली को सक्षम बनाता हो फिर हमारे पास पहले से ही कुछ मौजूदा उत्पाद हैं जैसे कि Google classroom या Wiki जो इस तरह का काम कर सकते हैं जिनकी कार्य क्षमता भी इसी तरह की है प्रोफेसर हाँ यह अच्छा है इससे हमे पूरे पैकेज को समझने मे मदद मिलेगी जब हम वहाँ तक पाहुचेंगे सिद्धार्थ मटूरी तो हम इस पूरी प्रक्रिया में एक समस्या देखते हैं जोकि है स्कूल का बुनियादी ढाँचा जो इस सब को शामिल कर सके नितिन कुरियन तो यह एक अड़चन है सिद्धार्थ मटूरी हाँ यहाँ यही एक अड़चन है नितिन कुरियन संभवत हमें ऐसे समाधान के बारे में सोचना होगा जहां आवश्यक बुनियादी ढाँचा नहीं है सिद्धार्थ मतुरी हाँ प्रोफेसर ज़रूर तो हम उस विषय पर बात करना शुरू करने जा रहे हैं आपके कहने के अनुसार बुनियादी ढांचे के बिना स्कूल यानि यह एक शर्त है जिसे पूरा करना है तो यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट का प्लग बंद कर देता है तो ऐसी चीजें भी हो जिन्हें आप ऑफ़लाइन कर सकें नितिन कुरियन मुझे लगता है कि अनिवार्य रूप से हमें इसी तरह की एक और रिपॉजिटरी का निर्माण करना होगा लेकिन यह ऑफ़लाइन होना चाहिए सिद्धार्थ मातुरी हाँ और अगर स्कूल में बुनियादी ढाँचा नहीं है तो छात्रों और शिक्षक के पास कम से कम स्कूल के बाहर एक प्रणाली की तरह एक सामान्य आधार या एक सामान्य रिपॉजिटरी होनी चाहिए जैसे कि आजकल व्हाट्सएप आंशिक रूप से नोट्स साझा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है जैसे वे चित्र एकत्र कर के इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं तो इसी तरह के एक व्हाट्सएप ग्रुप मे अगर शिक्षक और छात्र स्कूल के बाहर एक समान प्रणाली मे साथ साथ आ सकें ठीक उसी तरह अगर स्कूल के पास बुनियादी ढाँचा नहीं है जो आवश्यक है तो यह भी हमें इसी तरह के समाधान की ओर ले जाएगा जहां शिक्षक अपनी शिक्षण सामग्री अपलोड कर सकता है और छात्र ऑनलाइन जा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं नितिन कुरियन मुझे लगता है कि पहले से कुछ मौजूद एप्लिकेशन हैं चाहे वह एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर हो या इंटरनेट पर जहां छात्र और शिक्षक साथ आ सकते हैं और जैसे आपने Google आदि के बारे मे उल्लेख किया है जहां छात्र उस मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं और फिर अपनी शिक्षण सामग्री इसमें डाल सकते हैं इसलिए अब यह स्कूल के बुनियादी ढांचे पर निर्भर नहीं रहा है यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों के पास इस विशेष एप्लिकेशन तक पहुंचने के लिए घर पर आवश्यक बुनियादी ढाँचा है या नहीं यदि उनके पास लैपटॉप या ऐसे उपकरण उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम एक स्मार्टफोन छात्र के पास उपलब्ध होना चाहिए ताकि इस तरह के एप्लिकेशन का उपयोग किया जा सके प्रोफेसर ठीक है तो जो मैं समझ रहा हूं वह यह है कि स्कूलों के पास बुनियादी ढाँचा न भी हो लेकिन अगर छात्रों के पास किसी तरह का बुनियादी ढाँचा है तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे सिद्धार्थ मतुरी हाँ नितिन कुरियन वाक़ई प्रोफेसर बिल्कुल सही तो यह यहाँ मूल धारणा है सिद्धार्थ मतुरी हाँ नितिन कुरियन हां प्रोफेसर ठीक है तो छात्रों ठीक है पहले आप इसे लिख ले सिद्धार्थ मटूरी ऐसी स्थिति में यह जरूरी नहीं है कि छात्रों के पास अपना एक स्मार्टफोन होना चाहिए जैसे मेरा भाई अभी 11 वीं कक्षा में हैं वह मेरी माँ के फोन का उपयोग करता है जहाँ वह और उसके शिक्षक एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते हैं शिक्षक अपने नोट्स अपलोड करते हैं और मेरा भाई अपने सहपाठियों के साथ नोट्स साझा करता हैं तो यह पहले से ही एक प्रक्रिया है जो आज कल हो रही है बिलकुल वैसे ही जैसे स्कूल के पास एक रिपॉजिटरी या बुनियादी ढाँचा नहीं है जैसे कि आदर्श स्थिति मे होना चाहिए निथिन कुरियन मुझे लगता है कि हमारे customer journey mapping के दौरान भी हमें सामग्री साझा करने के बारे में कई जानकारियाँ मिलीं और बोर्डस में छात्रों द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रमुख प्लेटफार्मों में से एक व्हाट्सएप था तो यह एक बहुत ही अल्पविकसित तरीका है अब हम व्हाट्सएप को एक कदम आगे ले जा रहे हैं और एक रिपॉजिटरी को इस तरह से शामिल कर रहे हैं कि ताकि शेयरिंग उस एप्लिकेशन के माध्यम से हो सके और आपके पास उस तरह के एप्लिकेशन में एक उचित रिपॉजिटरी भी मौजूद हो प्रोफेसर ठीक है तो क्या यह वास्तव में नोट्स लेने के लिए विशेष रूप से बनाना संभव है तो यही आप कहना चाह रहे हैं आपके अनुसार यह ऐप विशेष रूप से नोट लेने और साझा करने के लिए होगा शब्दों की कमी की वजह से मैं यहाँ ऐप शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो यह मुख्य रूप से यह उस रिपॉजिटरी में जाता रहेगा तो यही हल होगा नितिन कुरियन और मौजूदा रिपॉजिटरी की सभी विशेषताएं इस एप्लिकेशन का भी हिस्सा होंगी छात्र अपने नोट्स अपलोड कर सकते हैं सामान्य रिपॉजिटरी को व्यक्तिगत नोट्स सामग्री से संपादित किया जा सकता है एक प्रशासनिक टीम होगी जो सदस्यों को इसमे जोड़ रही होगी जो सदस्यों को हटा भी सकेगी साथ ही जो सामग्री पर नज़र भी रखेगी प्रोफेसर ठीक है और मैं इसे सिर्फ नोट के रूप में नहीं देख रहा बल्कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरह देख रहा हूँ जहां हम सिर्फ एक कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि वास्तव में कई सारे पाठ्यक्रमों के बारे मे बात कर रहे हैं पाठ्यक्रमों का पूरा पैकेज सभी शिक्षक इस eco system का हिस्सा बन सकते हैं हो सकता है कि प्रति शिक्षक दो पाठ्यक्रम हों तो वह भी इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं यह दिलचस्प है तो अब आगे क्या क्या इसके साथ कोई और समस्या हो सकती हैं जो आपके द्वारा कवर नहीं की गई है कहीं आप इसे स्थापित करके स्कूल के लिए अधिक समस्याएँ को नहीं खड़ी कर रहे हैं यदि ऐसी कोई बात यहाँ आपके दिमाग मे आती है तो हम उन्हें यहीं संबोधित कर सकते हैं सिद्धार्थ मटूरी एक बात मेरे मन आई है की अगर हम एक ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जहां स्कूलों के पास बुनियादी ढाँचा नहीं है जो की एक बुनियादी समस्या है वहाँ वे अपने छात्रों को संभवतः अपने स्कूल के बाहर कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो की स्कूल मे होना चाहिए तो मै समझता हूँ कि नितिन कुरियन यह एक समस्या होगी साथ ही इस सामग्री को जोड़ने की दिशा में व्यक्तिगत छात्रों को प्रेरित करने के बारे मे क्या मेरी समझ से छात्र पहले से ही बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और यह एक अतिरिक्त गतिविधि है जो उन्हें करनी है और इस गतिविधि को करने के लिए छात्र को किसी भी तरह का इनाम नहीं मिलने वाला तो कल्पना कीजिए कि मैं नोट्स लेने और सीखने के मामले में कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र हूं तो एक छात्र के रूप में अपनी विशेष रूप से तैयार की गयी शिक्षण सामग्री को अपलोड करने के लिए मेरे पास क्या प्रेरणा है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि मेरे साथी सीख रहे हैं आजकल के इस प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में यह एक विशेष चीज है जिसे हमें देखना होगा प्रोफेसर और जैसा की आपने कहा की नोट्स साझा करने के लिए प्रेरणा भी एक समस्या है नितिन कुरियन हां आपने सही कहा सामग्री साझा करने के लिए प्रेरित करना प्रोफेसर तो यह एक डाउनस्ट्रीम समस्या है एक और बात जो आप कह रहे हैं वह है ऑफलाइन होना मेरा मतलब है कि हम उन्हें स्कूल के बंद होने के बाद ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तो क्या यह बहस का मुद्दा है क्या यह सही काम के लिए है या नहीं सिद्धार्थ मटूरी यह छात्रों को अन्य सह पाठयक्रम गतिविधियों से भी दूर रखेगा हम छात्रों को स्कूल के समय के बाहर कार्य के लिए कह रहे हैं जो कि स्कूल मे होना चाहिए प्रोफेसर सही है निथिन कुरियन बिल्कुल तो यह उस समस्या से जुड़ा हुआ है जिसका उल्लेख मैंने इस विशेष गतिविधि और इससे जुड़ी प्रेरणा को करने के लिए अलग से समय आवंटित करने के संदर्भ में किया था प्रोफेसर तो जिन समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें मैं यह नहीं देख पा रहा हूं कि मेरे नोट्स की ये तस्वीरें वास्तव में कैसे काम करेंगी मेरा मतलब है कि यह एक और बात है कि आपकी मूल समस्या यह है कि अगर मैं नोट्स के बहुत सारे संस्करण जुटा लूँ तो मुझे इन सभी नोट्स को देखना होगा इससे पहले कि मैं यह पता लगा सकूं कि कक्षा में क्या चल रहा है तो क्या आप इस तरह समस्या को बढ़ा नहीं रहे हैं नितिन कुरियन नहीं सर रिपॉजिटरी में केवल एक सामग्री होनी चाहिए भले ही यह रिपॉजिटरी हो या ऐप इसपर केवल एक मूल सामग्री होगी जिस पर संपादन किया जा सकेगा प्रोफेसर तो आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं नितिन कुरियन जी हाँ सर सिद्धार्थ मटूरी इस स्थिति में हमारे पास एक प्रशासक होगा जो कंटेंट रिव्यू टीम का प्रबंधन करेगा दूसरी तरफ हमारे पास एक सीआर यानि कक्षा प्रतिनिधि होगा जो अग्रणी रह कर यह सुनिश्चित करेगा निथिन कुरियन मूल रूप से एक व्यवस्थापक यह सुनिश्चित करेगा कि एक ही सामग्री हो जिसमे छात्र संशोधन कर योगदान देंगे और यही एक सामग्री सभी छात्रों को सीखने के लिए उपलब्ध होगी प्रोफेसर ठीक है तो दिलचस्प सवाल यह होगा कि यह वे कैसे करेंगे नितिन कुरियन तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा की प्रत्येक व्यक्ति यहाँ कैसे योगदान करेगा या कैसे एक समर्पित टीम इसे नियंत्रित करेगी प्रोफेसर नहीं मेरा प्रश्न तकनीकी से जुड़ा है जैसे की मैं एक तस्वीर लेता हूं तो मैं उसे कैसे संपादित करूंगा आप चाहते हैं कि केवल एक सामग्री हो और आप यह भी चाहते हैं कि प्रत्येक छात्र उसमे संपादक हो क्या यह आपके मूल विचार नहीं है सिद्धार्थ मटूरी अपलोड सिर्फ छवि का ही नहीं हो सकेगा यह एक दस्तावेज़ या एक पीडीएफ भी हो सकता है या यह किसी भी तरह की मीडिया फ़ाइल हो सकती है प्रोफेसर छात्र इस गतिविधि को स्कूल के बुनियादी ढांचे पर नहीं कर रहे हैं ऐसा करने के लिए वह अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहे हैं और संभवतः वह इसके लिए क्लाउड स्पेस का उपयोग करेंगे नितिन कुरियन जी हाँ सिद्धार्थ मटूरी एक साझा स्थान पर यानि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर प्रोफेसर तो एक बात जो मैं देख पा रहा हूँ वे यह कि यह दोनों तकनीक से संबंधित विचार हैं नितिन कुरियन हां सिद्धार्थ मातुरी बिल्कुल प्रोफेसर तो यह सुनिश्चित करना ज़रूरी होगा इसके लिए छात्रों या शिक्षक या दोनों का तकनीक से अच्छी तरह से वाक़िफ़ होना ज़रूरी होगा यह आप लोगों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है सिद्धार्थ मटूरी जी हां सर सही मे यह एक बुनियादी आवश्यकता है प्रोफेसर ठीक है तो क्या इसका मतलब यह है कि शिक्षक अपने नोट्स खुद साझा नहीं करने जा रहा है और यह सामग्री वह छात्र प्रदान करेगा क्या यह स्टार छात्र का काम है सिद्धार्थ मटूरी यह दोनों तरीके से हो सकता हैं सर यदि शिक्षक को इस तरह की प्रणाली में दिलचस्पी है तो वह अपने छात्रों की मदद अपनी सामग्री के साथ कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आधार सामग्री ही होगी यदि शिक्षक को इस तरह की किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है तो हमें कक्षा सीआर या कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र जिसकी सामग्री सर्वोत्तम हो उसका सहयोग ज़रूरी होगा और शेष छात्र उस सामग्री मे अपना कंटैंट जोड़ सकते हैं निथिन कुरियन मूल रूप से यह प्रशासन की टीम तय करेगी कि आधार सामग्री क्या हो तो जैसा कि सिद्धार्थ ने अभी उल्लेख किया यदि शिक्षक के पास नोट्स है तो वह आधार सामग्री बन जाएगी जिसे अपलोड किया जाएगा और छात्रों के पास उस सामग्री को संपादित करने की क्षमता होगी यदि वह उपलब्ध नहीं है तो यह निर्णय टीम लेगी कि जिस भी छात्र का कंटैंट सबसे अच्छा होगा वही आधार सामग्री बनेगी और फिर बाकी कि गतिविधि उसी तरह होगी प्रोफेसर प्रोफेसर मेरे दिमाग मे एक बात और है जैसे कि पहले से ही बहुत सारी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं वे किताबें जिन्हें पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यपुस्तकों के रूप में निर्धारित किया गया है तो जो भी आप चर्चा कर रहे हैं क्या उसके लिए यह एक अच्छा शुरुआती बिंदु नहीं है यह बात एकदम से मेरे दिमाग मे आई क्योंकि छात्र हमेशा बहुत सी पाठ्यपुस्तकों के साथ देखे जाते हैं नितिन कुरियन सही बात है तो क्या आप कह रहे हैं कि हम इसमें पाठ्यपुस्तके भी जोड़ दें प्रोफेसर मैं बस आपसे पूछ रहा हूं यह आपका विचार है आपको यह तय करना होगा मेरा काम केवल सही सवाल पूछना है सिद्धार्थ मटूरी अगर दोनों मामलों में बुनियादी ढाँचा छात्रों को पाठ्यपुस्तक भी इस रिपॉजिटरी में रखने की अनुमति देता है चाहे वे स्कूल रिपॉजिटरी हो या उनकी अपनी निजी रिपॉजिटरी तो मुझे लगता है कि छात्रों के लिए अपनी पाठ्यपुस्तक को संदर्भित करना और साथ ही साथ सामग्री को साझा करना वो भी एक ही स्थान पर अधिक आसान होगा प्रोफेसर यह बहुत दिलचस्प भी होगा सिद्धार्थ मतुरी यह एक बात हुई एक और बात जो मैं संपादन प्रक्रिया के बारे में सोच रहा था वह यह सर की क्या हर छात्र नहीं चाहेगा की वह अपने व्यक्तिगत नोट को एनोटेट करे जैसे कि जब मैं एक पैराग्राफ से गुज़रता हूं और मैं उस पृष्ठ के शीर्ष पर अपना दृष्टिकोण लिखना चाहूँ तो लेकिन यह भी तो ज़रूरी नहीं की हर छात्र उस अनुच्छेद यानि पैराग्राफ के बारे में एक ही बात सोचे तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर रिपॉजिटरी में एक प्रणाली हो जहां पाठ्यपुस्तक और नोटबुक को एक ही स्थान पर रखा जा सकता हो और पाठ्यपुस्तक पर मैं अपनी बात लिख सकता हूं और नोटबुक वह जगह है जहां बेस नोट्स साझा किया जा सकते हो तथा लोग चाहे तो उस पर संपादन कर सकते हैं या उस बेस नोट्स मे कंटैंट वृद्धि भी कर सकते हैं जो आमतौर पर सभी को साझा किया जा रहे हैं वह स्थिति है जहां साझाकरण हो रहा है दूसरी और पाठ्यपुस्तक पर मैं उसी विषय पर अपनी समझ के अनुसार एनोटेट कर सकता हूं नितिन कुरियन तो इसके लिए तो पाठ्यपुस्तक व्यक्तिगत होनी चाहिए प्रोफेसर सही कहा आपने मैं भी यही सोच रहा था नितिन कुरियन वे दोनों आम सामग्री होगी प्रोफेसर तो यह एक सामान्य समीकरण है जहां सबसे अच्छी सामग्री उपलब्ध होगी नितिन कुरियन सामान्य सामग्री जहां पर प्रोफेसर आप इसके शीर्ष पर इसे वैयक्तिकृत कर सकते हैं और यदि आप चाहे तो आपके पास इसे साझा न करने का एक विकल्प भी हो सकता है निथिन कुरियन हाँ बिल्कुल हो सकता है प्रोफेसर और यहाँ उपयोगकर्ता हर एक छात्र है मुझे कहना पड़ेगा की यह सब बहुत ही दिलचस्प दिशा मे जा रहा है तो अभी किसी भी अन्य समस्याओं के बारे मे आप कल्पना कर सकते हैं जिससे आपको आगे समस्या हो सकती है सिद्धार्थ मटूरी सर ये हमारी मुख्य आवश्यकता की छात्र को अपनी तैयारी मे कम समय लगे के अनुरूप नहीं है क्योकि अपने बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए छात्रों को स्कूल के बाद इसमे समय देना होगा प्रोफेसर सही कहा आपने यह एक अच्छा पॉइंट हैं सिद्धार्थ मटूरी तो मुझे लगता है कि समय का कारक यहां एक सवाल है प्रोफेसर तो अगर यह उन्हें प्रदान किया जाये तो यह कहीं अधिक बेहतर होगा छात्रों को बस इसमे योगदान करना होगा और इसे समृद्ध और बेहतर बनाना होगा नितिन कुरियन मुझे लगता है कि योगदान से अधिक समय संपादन लेगा बेस कंटैंट का वास्तविक संपादन कर अंतिम नोट्स को प्राप्त करना अधिकतम समय और प्रयास लेगा तो यदि आप मुझसे एक छात्र के रूप में मेरे सभी नोट्स को रिपॉजिटरी में अपलोड करने के लिए कहते हैं तो इसमें बहुत समय नहीं लगेगा लेकिन अगर आप मुझे बैठ कर संपादित करने और यह देखने के लिए कहते है कि क्या सामग्री अंतिम नोट्स मे जानी चाहिए तो इसमे अधिक समय लगेगा सिद्धार्थ मटूरी यह फिर से प्रशासक की मौजूदगी पर निर्भर करेगा यदि स्कूल प्रशासक प्रदान करता है तो छात्रों के लिए समय कम लगेगा यदि छात्र अपने स्वयं के इन्फ्रा को बनाए रख रहे हैं और खुद या को शिक्षक इस सिस्टम में एक प्रशासक की भूमिका मे हैं तो उन्हे इस प्रक्रिया में अधिक समय निवेश करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से अधिकतम समय संपादन और समीक्षा भाग मे लगेगा नितिन कुरियन हाँ समीक्षा आदि बहुत समय लेगा प्रोफेसर ठीक है तो मुझे लगता है कि आपको एक रिपॉजिटरी चाहिए जो एक ऐसी प्रणाली पर हो जो स्कूल के पास है या एक ऐसी एडहॉक प्रणाली है जिसे छात्रों ने संयुक्त रूप से विकसित किया हो जहां वह शिक्षण सामग्री प्रदान कर सके तथा पढ़ भी सकें यही आपके लिए शुरुआती बिंदु है इस स्तर पर मैं आपसे चाहूँगा की आप लिख ले कि ऐसी कौन सी विशेषताएँ हैं जो इसमे से उजागर हो रही है आप कैसे इस बात का वर्णन करेंगे की इस रिपॉजिटरी मे ये चीजें हैं जो हमें चाहिए इसके लिए आपको विशेषताएँ तय करनी होंगी मान लीजिए कि आप एक रिपॉजिटरी की तलाश कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या विशेषताएं या फ़ीचर होनी चाहिए यदि आप सारी विशेषताओं को लिख कर समायोजित कर सकते है तो इसका निर्माण करना आपके लिए आसान होगा यदि कोई विशेषता या फ़ीचर इनमे नहीं है तो आप उसका निर्माण कर सकते हैं यदि है तो आप उसमें कुछ अच्छे बदलाव खोज सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने का यही हमारा अगला कदम होगा सिद्धार्थ मटूरी और वो होगा बेसिक क्लाउड इंफ्रा नितिन कुरियन हाँ बेसिक क्लाउड इंफ्रा सिद्धार्थ मटूरी बेसिक क्लाउड नितिन कुरियन बेसिक क्लाउड या किसी प्रकार का सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर सिद्धार्थ मटूरी सर्वर हाँ जहाँ अपलोड और डाउनलोड सुविधा हो श्याम पॉल एम जहां छात्र चित्र पीडीएफ या पीपीटी सब कुछ अपलोड कर सकें सिद्धार्थ मटूरी और अपलोड के संदर्भ में इसमें एक ऐसी कार्य क्षमता होनी चाहिए जहां यह टेक्स्टबुक्स को पीडीएफबुक रूप मे और नोटबुक्स को एक उचित नोट्स लेने के एप्लिकेशन के रूप में स्वीकार कर सके नितिन कुरियन सही कहा आपने तो यह डॉक प्रारूप में हो सकता है या यह छवि प्रारूप में भी हो सकता है सिद्धार्थ मटूरी जी हाँ टेक्स्ट बुक्स तक एक्सैस के लिए डॉक पीडीएफ इमेज प्रारूप का विकल्प मौजूद होगा और एक नोट टेकिंग एप्लिकेशन भी मौजूद होगी नितिन कुरियन इस रिपॉजिटरी के भीतर सिद्धार्थ मटूरी रिपॉजिटरी के भीतर जहां वह अपने व्यक्तिगत नोट टेक्स्ट बुक्स के शीर्ष पर लिख सकते है या बेस कंटैंट तक पहुंच कर लिखना शुरू कर सकते है जो की बेसिक तौर पर नोट्स लेने जैसा ही हुआ नितिन कुरियन बेसिक नोट टेकिंग एप्लिकेशन के द्वारा सिद्धार्थ मटूरी हाँ नोट्स लेने की सुविधा अपलोड के संदर्भ में है जिससे कोई भी इस पर अपने दस्तावेज़ या अपने नोट्स अपलोड कर सकता है डाउनलोड की सुविधा भी छात्र की आवश्यकता के अनुसार होगी की छात्र किस तरह के दस्तावेज़ छवि या नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं नितिन कुरियन तो यह फ़ीचर मूल रूप से डाउनलोड से संबंधित होगा हमारा अगला कदम होगा संपादन सिद्धार्थ मटूरी मूल रूप से यह फ़ीचर अपलोड के द्वारा साझा करने से संबंधित हुआ नितिन कुरियन लेकिन अपलोड करना या डाउनलोड करना साझा करने के समान ही तो हुआ ना श्याम पॉल एम यहाँ छात्र किसी विशिष्ट छात्र के साथ नोट्स साझा कर सकते हैं जैसे की अगर मैं आपके साथ नोट्स साझा करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ आपके साथ ही अपने नोट्स साझा कर सकूँगा हर किसी के साथ साझा करूँ ये ज़रूरी नहीं नितिन कुरियन लेकिन इस तरह से तो हम फिर से अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे श्याम पॉल एम नहीं मैं Google ड्राइव की तरह की सुविधा की बात कह रहा हूं जहां मेरे पास अगर कोई सामग्री है और मैं उसे सिर्फ आपसे साझा करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको ही इससे जोड़ूगा सिद्धार्थ मटूरी लेकिन यहाँ हम चाहते हैं की कम से कम संख्या में नोट्स साझा हो नितिन कुरियन अनिवार्य रूप से हम यह नहीं चाहते हैं की सिद्धार्थ मटूरी हर कोई आपस मे नोट्स साझा करे नितिन कुरियन हाँ हम व्यक्तिगत तौर पर नोट्स साझा करने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि सभी नोट्स शेरिंग उस एक मास्टर नोट्स के योगदान के तौर पर ही हो सिद्धार्थ मटूरी इस तरह तो संपादित करना नोट्स को संपादन के बाद सेव एज़ करना ही हुआ मुझे लगता है कि ये इस रिपॉजिटरी के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं प्रोफेसर और क्या आपके पास एडमिन है नितिन कुरियन मुझे लगता है कि जिस तरह एडमिन इस सामग्री को संभालेंगे हमें हमेशा ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है जहां समानांतर सामग्री को हर समय सहेजा जा सके क्योंकि अगर मुझे अतीत में किसी नोट्स मे किसी पॉइंट को देखना है और यह देखना है की उस समय नोट्स की संरचना क्या थी तो मैं देख सकूँ साथ ही साथ मैं उसे संपादित या डिलीट कर सकता हूं तो ऐसी स्थिति मे यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि अतीत की सामग्री हमेशा व्यवस्थापक के पास उपलब्ध होनी चाहिए श्याम पॉल शिक्षण सामग्री का हटाया जाना निथिन कुरियन हाँ सिद्धार्थ मटूरी इसका मतलब की पूरे लॉग को रिपॉजिटरी में मौजूद होना चाहिए नितिन कुरियन हाँ तो लॉग या तो एक निश्चित अवधि के संदर्भ में हो सकता है जिसके बाद पिछली सामग्री को हटा दिया जाएगा या हमें सिस्टम के लिए लॉग को कैसे बनाए रखा जाना चाहिए इसका कुछ तरीका ढूंढना चाहिए तो लॉग सुविधा अनिवार्य रूप से वह सुविधा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर क्या आपका मतलब एक संस्करण की तरह है की इसके कुछ संस्करण बनाए जाए निथिन कुरियन हाँ मूल रूप से यह एक संस्करण ही है जो समूह से उपयोगकर्ताओं को जोड़ने समूह से उपयोगकर्ताओं को हटाने की सामान्य व्यवस्थापक सुविधाओं को प्रबंधित करेगा सिद्धार्थ मटूरी हाँ यह उपयोगकर्ता को जोड़ देगा और उपयोगकर्ता को हटा भी देगा और सामग्री समीक्षा टीम भी व्यवस्थापक के अधीन ही होगी प्रोफेसर हमने अभी भी कंटैंट को साझा करने के लिए प्रेरणा पक्ष को संबोधित नहीं किया है तो हम कंटैंट साझा करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी निथिन कुरियन एक बात जो मैं सोच रहा था वह यह है कि किसी तरह का रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए क्योंकि अनिवार्य रूप से यह एक ऐसी गतिविधि है जो कक्षा में ही आयोजित होती है तो अगर हम सबसे अच्छे कंटैंट के लिए कुछ प्रकार की इनाम प्रणाली प्रदान कर सकें तो यह अच्छा रहेगा यहाँ एक प्रशासनिक टीम है जो समीक्षा कर रही है वे ही हैं जो उस अंतिम सामग्री का संपादन और निर्माण कर रहे हैं आप आसानी से तय सकते हैं कि कौन सबसे अच्छा कंटैंट का अधिकतम योगदान दे रहा है तो हम शायद यहाँ एक इनाम प्रणाली प्रदान कर सकते हैं मैंने एक बैज सिस्टम देखा है जहां शीर्ष योगदानकर्ता को प्रश्नों के उत्तर देने वाले को बैज दिया जाता है फोरम में बैज प्रदान किया जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में भी मैंने बैज द्वारा पुरस्कृत किया जाना देखा है आप यहाँ अच्छे कंटैंट के योगदान के लिए रंगीन बैज दे सकते हैं सिद्धार्थ मातुरी हाँ यह अच्छा विचार है बैज सिस्टम को स्कूल के भीतर किसी तरह के मूल्यांकन से भी जोड़ा जा सकता है प्रोफेसर हाँ ज़रूर ऐसा बिलकुल किया जा सकता है निथिन कुरियन यह एक सतत मूल्यांकन प्रणाली का हिस्सा भी हो सकता हैं जहां सबसे अच्छा योगदानकर्ता इस पर आधारित किया जाएगा है कि वे इसमें कितना योगदान दे रहे हैं क्योंकि आप अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कक्षा में हर कोई इस सामग्री से सीखे इसलिए सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ता को मूल्यांकन मे भी सकारात्मक नतीजा मिलना चाहिए प्रोफेसर तो अब क्या बाकी रहा मुझे लगता है कि यहाँ हमने सभी बुनियादी सुविधाओं को शामिल कर लिया है तो यदि आप इस तरह की रिपॉजिटरी चाहते हैं तो अब आप जानते हैं कि आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है किन विशेषताओं को शामिल करना है और किस तरह की तुलना का ख्याल रखना है सिद्धार्थ मटूरी यानि बेस फीचर प्रोफेसर तो हमने इसे व्यवस्थापक के दृष्टिकोण से बैज रिवार्ड सिस्टम के तौर पर और नोट्स साझा करने को प्रेरित करने के तौर पर कवर कर लिया है मैं सिर्फ यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आपसे अभी भी कुछ छूट तो नहीं गया है किताबें भी यहाँ अपलोड की जा सकेंगी तो यहाँ अपलोड भी मुमकिन है वे यहाँ एनोटेट भी करने में सक्षम होंगे ऐसा मेरा अनुमान है साथ ही यहाँ संपादन और कंटैंट सेव भी किया जा सकेगा सिद्धार्थ मटूरी नोट्स लेने की सुविधा भी होगी जहां वे अपने व्यक्तिगत नोट्स ले सकेंगे प्रोफेसर और ये तब भी काम करना चाहिए चाहे स्कूल के पास बुनियादी ढाँचा हो या नहीं मेरा मतलब है की आप इसके लिए या तो एक सिस्टम बनाएँगे या एक बने बनाए सिस्टम के द्वारा उपलब्ध कराएँगे ठीक है नितिन कुरियन अब हमे उपयोगकर्ता और निकास प्रणाली पर चर्चा करनी चाहिए प्रोफेसर उपयोगकर्ता और निकास प्रणाली यही तो हमें चाहिए मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण भी है तो ज़रा फिर से वापस जा कर देखिये की क्या यह उनकी तैयारी का समय कम कर रहा है और साथ ही साथ क्या यह विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनकी मदद कर रहा है तो यह एक अंतिम चीज़ कवर करनी बाकी है और फिर हमारा यह अभ्यास समाप्त हो जाएगा निथिन कुरियन मुझे लगता है कि बेहतर समझ वाला हिस्सा यहाँ ठीक से कवर होगा अगर सभी नोट्स की एक मास्टर कॉपी तैयार कर प्राप्त हो जाती है जहां तक तैयारी मे समय लगने की बात है अगर इस गतिविधि के लिए एक प्रशासनिक टीम है जो कि शिक्षक निर्धारित कर रहे है या स्कूल निर्धारित कर रहा है और वह इसे ठीक से नियंत्रित कर रहा है और साथ ही साथ यह सब छात्रों के मूल्यांकन और ग्रेडिंग से जुड़ा है ये ठीक काम करेगा प्रोफेसर मैं यह लिखना चाहूंगा यह काफी महत्वपूर्ण है आप इसे मूल्यांकन से जोड़ रहे हैं यही कह रहे है न आप नितिन कुरियन हाँ सर इसलिए यह गतिविधि उनके द्वारा स्कोर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी इस तरह यहाँ नोट्स को साझा करने की प्रेरणा को भी कवर किया जा रहा है और चूंकि कुछ ही छात्र या लोगों इस गतिविधि पर समय देंगे तो छात्रों द्वारा तैयारी मे लगने वाले समय का भी यहाँ ध्यान रखा जा रहा है प्रोफेसर मैंने कुछ प्लेटफ़ॉर्म देखे हैं जहां स्व मूल्यांकन परीक्षण संभव होता है मेरे मुताबिक हमें इसमें कोई भी विशेषता इसलिए नहीं डालनी चाहिए क्योंकि हमे ऐसा आमतौर पर दिखाई देता है बल्कि तभी शामिल करनी चाहिए अगर वे हमारे मूल संघर्ष को संबोधित कर रही हो तो यही मेरा आपसे सवाल होगा की क्या वह मूल्यांकन परीक्षण आत्म मूल्यांकन जो आप सोच रहे है ऑनलाइन होगा सिद्धार्थ मतुरी आप सही कह रहे है सर फिर से यहाँ समस्या होगी इसे शिक्षक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है या शिक्षक द्वारा अस्वीकार भी किया जा सकता है शिक्षक स्वयं अपने छात्रों का मूल्यांकन करना चाहेंगे प्रोफेसर हाँ इसके अलावा मैं जो कहना चाह रहा हूँ वे यह की आपके पास पहले से ही निरंतर मूल्यांकन ग्रेडिंग सिस्टम है तो बाहरी आधिकारिक प्रणाली क्या स्वीकार होगी नितिन कुरियन स्व मूल्यांकन मे सवालों की एक सूची होगी जिनका छात्र को उत्तर देने की आवश्यकता होगी प्रोफेसर संभवतः हाँ ऐसा हो सकता है नितिन कुरियन तो कौन होगा क्या प्रशासन की टीम खुद ही उस सामग्री को अपलोड करेगी या बनाएगी प्रोफेसर हाँ उदाहरण के लिए इस कोर्स को ही लीजिए जहां हमारे छात्रों के पास एक तरह का तंत्र है जिससे कि वे सुनिश्चित कर सके कि हाँ मैंने इस विषय को अच्छी तरह से सीख लिया है तो यह एक तरीका हो सकता है जहां आप वीडियो को बीच में रोक कर एक क्विक टेस्ट देकर स्कोर प्राप्त कर सकते हैं यह पूरी तरह से स्वतः हो सकता है जहां उन्हें कोई ग्रेड नहीं कर रहा है जहां कोई निगरानी नहीं है ऐसी ही कुछ बातें हैं लेकिन मैं आपसे सहमत हूं कि इससे तैयारी के समय में निश्चित तौर पर वृद्धि हो सकती है पर मेरा मानना है की इससे विषय की बेहतर समझ भी सुनिश्चित हो सकती है क्योंकि वे इसे अपनी गति से कर रहे हैं मैं इसे आप लोगों पर छोड़ता हूं यदि आपको लगता है कि यह आपकी मदद कर रहा है तो आप इसे शामिल कर सकते हैं अन्यथा इसे छोड़ सकते है नितिन कुरियन मुझे लगता है कि हम इस व्यक्तिगत मूल्यांकन को अपनी प्रणाली मे जोड़ सकते हैं सर इस को शामिल कर यह पूरी प्रणाली कैसे काम कर रही है यह भी देखा जा सकता है प्रोफेसर हाँ बहुत अच्छा खयाल है नितिन कुरियन मानिए की आप एक विषय को पढ़ रहे हैं और मैं उस विषय से एक प्रश्न पूछता हूं और सैम उसी विषय से कोई दूसरा प्रश्न पूछता है तो जितने अधिक प्रकार के प्रश्न आप के सामने आएँगे उतनी ही अच्छी तरह से आपकी विषय की समझ बढ़ती जाएगी परंतु यहाँ स्पष्ट रूप से समय की एक बाधा होगी यहाँ प्रशासनिक टीम की भूमिका होगी जो विशेष मास्टर नोट्स से जुड़े प्रश्नों के सर्वोत्तम सेट का चयन करेगी आपको दिये गए हुए नोट्स को पढ़ कर सवालों के सेट का उत्तर देना होगा दोनों गतिविधि के बाद मुझे लगता है कि वहां छात्र की सीखने की प्रक्रिया पूरी होगी सिद्धार्थ मटूरी यह उस विषय के लिए एक दूसरी पाठ्यपुस्तक की तरह विकसित हो जाएगी नितिन कुरियन हाँ विशेष कंटैंट तौर पर सिद्धार्थ मटूरी जैसे किसी पाठ्यपुस्तक में एक अध्याय होता है और उस अध्याय के बाद संबंधित प्रश्न होते है ठीक उसी तरह एक बेस कंटैंट होगा जिस पर आधारित छात्र अपने प्रश्न या संदेह पूछेंगे तो एक तरह से यह पाठ्यपुस्तक के दूसरे संस्करण की तरह ही हो जाएगा नितिन कुरियन और तो और यह उस पाठ्यपुस्तक से मिली सीख के अनुरूप ही होगा प्रोफेसर तब शायद बाद मे शिक्षक मिलान कर यह जाँच सकेंगे कि मैं यह सिखाना चाहता था और छात्र अंततः ये सीख पाये तो मेरे हिसाब से यहाँ तुलना भी की जा सकती है नितिन कुरियन जैसा की आपने कहा यह शिक्षक के लिए एक प्रकार का मूल्यांकन है शिक्षक के लिए आत्म मूल्यांकन प्रोफेसर एक शिक्षक के अनुसार आप कंटैंट को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं छात्रों को यह बताना चाहता था और छात्रों ने यह पाया तो क्या कोई अंतर है दोनों मे या जो सोचा था मैंने वो ही नतीजा हासिल हुआ बहुत अच्छा मुझे आपकी यह बात पसंद आई तो ये यहाँ अब खत्म हुआ अब हमारा अगला कदम क्या होगा यहाँ मैं दोहराऊँगा जो भी आप लोगों ने अब तक किया हमने बुनियादी परिणामों के साथ शुरू किया हमारे वांछित परिणाम जो हम चाहते थे और फिर हमारी टीम ने इस पर मंथन करना शुरू किया कि सभी संभावित विचार क्या हो सकते हैं एक विचार विस्तार जो हमे मंथन के दौरान आया वह यह था कि बुनियादी ढांचे और बिना बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों को वर्गीकृत करना इस वर्गीकरण के बारे में हमने सोचा और फिर इन दो उप विषयों के आसपास अपने विचारों को समझना शुरू किया अंत में यह सब एक रिपॉजिटरी एक मास्टर आइडिया पर आकर केन्द्रित हुआ जिनमें बहुत सारी शाखाये थी विचार करने लायक इसके बाद सभी आवश्यकताओं या फीचर को परिभाषित किया गया जहां आप कह सकेंगे कि ये वही फीचर हैं जो हम रिपॉजिटरी के तौर पर इस प्रणाली में देख रहे थे हम लगातार यह जांचते भी जा रहे थे कि क्या हमारे मूल वांछित परिणाम हमे मिल रहे हैं या नहीं अंततः हम कई सुविधाएँ या फीचर तय कर सके जिनमे से कुछ सिस्टम के लिए बुनियादी फीचर हैं कुछ फीचर हमने परिधि की दृष्टि से तय की जैसे ग्रेडिंग सिस्टम सतत मूल्यांकन प्रणाली आदि लेकिन हमने पाया की यह सब एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है और फिर से हमने वापस जा कर देखा की हमे अपने वांछित परिणाम हासिल हो रहे है या नहीं तो ये सारी प्रक्रिया यह दर्शाती है कि एक व्यापक संरचना की तरह किसी समस्या को कैसे हल करना है यह उन्होंने मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब के सहारे किया जो मैंने उनसे पूरी चर्चा के बीच बीच में पूछे थे और जिससे उन्हें अपनी सोच को बढ़ाने में मदद मिली इसलिए यदि आपके पास कोई प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन करने वाला शिक्षक संग है तो यह वास्तव में मंथन सत्र को लक्ष्य की ओर जाने में मदद करेगा यह हमारी एक महत्वपूर्ण सिफारिश है उम्मीद है कि यह आपके अपने समाधान के लिए उपयोगी साबित होगा मैं आपसे एक वास्तविक समस्या पर काम करने का आग्रह करता हूं और फिर इसे लागू करें जैसा कि यहाँ इस टीम ने किया समाधान चरण में प्रयास करने के लिए आपको शुभकामनाएं अब हम आपको अगले चरण में मिलेंगे जो की है परीक्षण चरण या प्रोटोटाइपइंग जहां पर हम अपनी आँखों से इन सब कार्रवाई को वास्तविक जीवन मे लागू करके देखेंगे अंतिम उप चरण मे हम अपने समाधान को अपने ग्राहक या उपयोगकर्ता के समक्ष ले जाकर उनकी प्रतिक्रिया देखेंगे जो की हमारा अंतिम लक्ष्य भी है आपका धन्यवाद अगले मॉड्यूल में फिर मिलेंगे